मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में वायरलेस कम्युनिकेशन के ऐस्टीमेशन के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है इसलिए हम वर्तमान में सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन देख रहे हैं जिसमें हम हर बार तुरंत अनुमान को अपडेट कर रहे हैं और हम इसे वायरलेस चैनल ऐस्टीमेशन के संदर्भ में देख रहे हैं सही है इसलिए हम सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन को देख रहे हैं जहां हम अनुमान को लगातार अपडेट कर रहे हैं हम लगातार अपडेट कर रहे हैं पुन गणना नहीं कर रहे हैं हम हर बार तत्काल समय N पर अनुमान अपडेट कर रहे हैं सही तो हम तत्काल समय N पर h hat N हम तत्काल समय N 1 पर h hat N 1 और हम तत्काल समय N 2 पर h hat N 2 का अनुमान लगा रहे हैं और इसी तरह आगे भी और यहां महसूस करने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर बार तत्काल समय पर अनुमान का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं लेकिन पहले का उपयोग करते हुए जो कि नवीनतम उपलब्ध अनुमान है और बस इसे हर बार तुरंत अपडेट करना ठीक है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने कई व्यावहारिक अनुप्रयोगों में कहा है क्योंकि हम हर बार तत्काल समय पर अनुमान को फिर से पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं सही और हम देख रहे हैं वायरलेस चैनल के संदर्भ में हम अपने वायरलेस चैनल ऐस्टीमेशन समस्या के संदर्भ में सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन देख रहे हैं जहाँ हमारे पास y k प्राप्त सिम्बल h गुना x k v k है और यह h फ़ेडिंग चैनल कॉफिशिएंट है जिसका अनुमान लगाया जाना है यह आपका अज्ञात फ़ेडिंग चैनल है यह आपका अज्ञात फ़ेडिंग चैनल कॉफिशिएंट है जिसका अनुमान लगाया जाना है और हम पायलट सिंबल्स के ट्रांसमिशन पर विचार कर रहे हैं याद रखें हमने कहा x k यह आपका पायलट सिंबल है हम N पायलट सिंबल्स के ट्रांसमिशन पर विचार कर रहे हैं जो कि कैपिटल N पायलट सिंबल्स है N पायलट सिंबल्स के ट्रांसमिशन पर विचार करें और इसके लिए N पायलट सिंबल्स को याद रखें हमने कहा कि पायलट आउटपुट सिम्बल्स y 1 y 2 से y N तक का y bar से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है यह है आपके पायलट वेक्टर x bar के बराबर जो N डाइमेंशनल पायलट वेक्टर X1 x 2 से x N तक है यह आपका पायलट वेक्टर जो निश्चित रूप से x bar है गुना फ़ेडिंग चैनल कॉफिशिएंट h है यह आपका नॉयस वेक्टर v bar है जिसमें नॉयस सैंपल्स v 1 v 2 से v N तक होते हैं जिसके परिणामस्वरूप हमारे पास वेक्टर मॉडल y bar है जो h गुना x bar v bar के बराबर है यह आपका N डाइमेंशनल आउटपुट वेक्टर है सही y bar आपका N क्रॉस 1 आउटपुट वेक्टर है यह N क्रॉस 1 पायलट वेक्टर है h फ़ेडिंग चैनल कॉफिशिएंट है और v bar आपका नॉयस वेक्टर है आपका N डाइमेंशनल नॉयस वेक्टर भी है सही है और अब हम जानते हैं याद रखें कि हमें गणना करना है हम अनुमान की गणना करते हैं यह समय N का अनुमान है क्योंकि हमें N पायलट सिंबल्स x 1 x 2 से x N तक प्राप्त हुए हैं और हम तत्काल समय N पर h hat N काअनुमान लगा सकते हैं जो कि हम पहले से ही जानते हैं यह h hat N है जो बराबर है x bar ट्रांसपोज़ y bar ओवर x bar ट्रांसपोज़ x bar के जो कि मूल रूप से आपके सबमिशन k 1 से N x k y k ओवर सबमिशन k 1 से N x k वर्ग के बराबर है यह h hat N है यह तत्काल समय N पर अनुमान है जो N प्राप्त पायलट सिंबल्स के अनुरूप तत्काल समय N पर अनुमान है और याद रखें तत्काल समय N के साथ वेरिएंस p N है यह सिग्मा स्क्वायर है हमने पहले से ही इसके लिए एक्सप्रेशन निकाला है सिग्मा स्क्वायर ओवर मानक x bar स्क्वायर है जो कि सबमिशन k 1 से N x k वर्ग द्वारा विभाजित है और p n क्या है यह अनुमान का वेरिएंस है जो मूल रूप से ऐस्टीमेशन एरर का वेरिएंस है हम इसे ऐस्टीमेशन एरर या मूल रूप से मीन स्क्वायर एरर के वेरिएंस के रूप में सोच सकते हैं यह N समय पर अनुमान का आपका वेरिएंस है और मूल रूप से यह N समय के साथ मीन स्क्वायर एरर भी है ठीक अब हमने जो कहा है वह यह है कि हमारे पास एक नया पायलट सिंबल है जो कि N समय पर छोटे x N N 1 समय पर छोटे x N 1को ट्रांसमिट करता है और इसी के अनुसार हमारे पास समय N 1 पर छोटा y N 1 आउटपुट सिम्बल है आप इस नई जानकारी का उपयोग समय N पर चैनल h hat N से N 1 पर चैनल h hat N 1 के लिए अनुमान लगाने के लिए करना चाहते हैं ठीक तो स्वाभाविक रूप से अब हमारे पास क्या है अब पायलट सिंबल x N 1 और आउटपुट सिंबल y N 1 पर विचार करें और इसी के अनुसार हमारे पास y N 1 बराबर h गुना x N 1 v N 1 है ठीक है यह तत्काल समय N 1 पर h hat N 1अनुमान है तत्काल समय N 1 पर अनुमान की गणना करने का एक तरीका देखें मैं बस इस N को बदल सकती हूं N को N 1 में बदलने के लिए एक सरल तरीका और इसलिए अब मुझे अनुमान का पुनर्मूल्यांकन करना होगा मुझे बस इतना करना है कि मेरे पास सबमिशन k 1 से N 1 x k y k ओवर सबमिशन k 1 से N 1 x k वर्ग के बराबर है इसलिए यह आपका अनुमान है हालाँकि यह याद रखें कि हमने जो कहा है वह मूल रूप से पुनर्संयोजित कर रहा है यह केवल अनुमान का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है ठीक है हम पिछले अनुमान h Hat N और वेरिएंस p N का उपयोग नहीं कर रहे हैं हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अनुमान का पुनर्मूल्यांकन करने से भौतिक रूप से हर समय जटिलता बढ़ जाती है आप फिर से शुरुआत से शुरू कर रहे हैं और आप फिर से मूल्यांकन कर रहे हैं मूल रूप से स्क्रैच से शुरू करना और पूरे अनुमान का फिर से मूल्यांकन और यही वह है जो हम नहीं करना चाहते हैं हम बस अनुमान को अपडेट करना चाहते हैं और यही वह प्रक्रिया है जिसका हम आगे वर्णन करने जा रहे हैं तो अब निरीक्षण करें कि मैं इस अनुमान को तत्काल समय N 1 पर निम्नानुसार लिख सकती हूं मैं इसे सबमिशन के रूप में लिख सकती हूं अब हम इसे 1 से N x k y k x N 1 के बराबर प्रस्तुत करते हैं यह फिर से N 1 ओवर सबमिशन k 1 से N x वर्ग k x वर्ग N 1 के योगदान को अलग कर रहा है वैसे यह इस तुरंत समय N 1 का अनुमान है h hat N 1 हम यह न भूलें कि यह तत्काल समय N 1 का अनुमान है और मैं इसे सबमिशन k 1 से N x k y k x N 1 y N 1 ओवर सबमिशन k1 से N x वर्ग k x वर्ग N 1 के बराबर प्रस्तुत कर रही हूं और अब अगर आप इस संबंध को यहाँ देखते हैं सबमिशन k 1 से N x k y k यह कुछ ऐसा है जो हमारे पास पहले से ही है जो कि सबमिशन k 1 से N x k y k है जो कि बराबर है इसलिए यदि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या है तो मूल रूप से h hat N गुना सबमिशन k 1 से N x k वर्ग है मूल रूप से आपका सबमिशन k 1 से N x k y k के बराबर है और यह वही है जो मैं नीचे स्थानापन्न करने जा रही हूं जो कि सबमिशन k 1 से N x k y k के बराबर है जो कि h hat N गुना सबमिशन k 1 से N x वर्ग के बराबर करता है इसलिए प्रतिस्थापन कर मेरे पास यहाँ जो है वह मूल रूप से है यह मात्रा यहाँ पर h hat N गुना सबमिशन k 1 से N x वर्ग k शेष भाग जैसा है वैसा ही रहता है x N 1 y N 1 ओवर सबमिशन k 1 से N x वर्ग x वर्ग N 1के बराबर होता है और अब मैं जो करने जा रही हूं वह इस पहलू मे मैं x वर्ग N 1 को जोड़ने और घटाने जा रही हूं ताकि मूल रूप से आप देख सकें कि मैं अब क्या करने जा रही हूं यह बहुत सरल है यह बिल्कुल भी जटिल नहीं है मैं इसे केवल h hat N गुना सबमिशन k 1 से N x वर्ग k x वर्ग N1 x वर्ग N 1 के रूप में लिखने जा रही हूँ मैं x वर्ग N 1 को जोड़ और घटा रही हूं और बाकी जैसा है वैसा ही रहता है यह x N 1 गुणा y N 1 है ओवर सबमिशन k 1 से N x वर्ग k x वर्ग N 1 जो समान रहता है और अब यदि आप इसे देखते हैं तो आप इस भाग को देखते हैं यहाँ यह देख सकते हैं कि यह भाग सबमिशन x वर्ग k x वर्ग N 1 है जहाँ विभाजक समान है जिससे कि यह कैंसल हो जाता है और हमारे पास अब है यदि आप इसे थोड़ा धैर्यपूर्वक सरल करते हैं तो आपके पास h hat N है अब मैं बाकी संबंध लिखने जा रही हूं वह है x वर्ग N 1 गुना h hat N x N 1 गुना y N 1 ओवर सबमिशन k 1 से N x वर्ग k x वर्ग N 1 ठीक है तो अब हमने इसे सरल कर दिया है और अब मैं इसे और सरल बनाने जा रही हूं बस इसे विशेष रूप से लिखें इसलिए मुझे h hat N याद है जो कि है इसलिए अब यदि आप इसे देखते हैं तो अब मैं पहले से ही h hat N देख चुकी हूं यह अनुमानित तत्काल समय N 1 है x N 1 सामान्य ले सकते है इसलिए मेरे पास x N 1 ओवर सबमिशन k 1 से N x वर्ग k x वर्ग N 1 वर्ग के बराबर प्रस्तुत किया गया है अब इसे देखो मैं इसे y N 1 - h hat N गुना x N 1 के रूप में लिख सकती हूं और इसलिए अब यदि आप इसे देखते हैं तो यह मात्रा बहुत दिलचस्प है मैं इसे त्रुटि के रूप में कहने जा रही हूं तत्काल समय N 1 पर प्रीडिक्शन एरर यह मात्रा क्या है अब इस e N 1 को देखें इसे थोड़ा बारीकी से जांचते हैं e N 1 y N 1 h hat N गुना x N 1 के बराबर है और जिसे मैं यह कह रही हूं मैं इसे समय N 1 पर प्रीडिक्शन एरर कह रही हूं यह e N 1 है यह आपका तत्काल समय N 1 पर प्रीडिक्शन एरर है यह प्रीडिक्शन एरर e N 1 है जो है y N 1 h hat N गुना x N 1 इसे हम समय N 1 की प्रीडिक्शन एरर e N 1 कह रहे हैं और इसका कारण बहुत सीधा है अब अगर आप इस पर गौर करते हैं तो हमारे पास तत्काल समय N 1 पर y N 1 h गुना x N 1 v N 1 के बराबर है इसलिए यदि आप इस मात्रा y N 1 को देखते हैं तो आप जो देखते हैं वह मूल रूप से आपकी h hat है इसलिए मूल रूप से आपके पास तत्काल समय N पर h hat N का अनुमान है इसलिए h hat N गुना x N 1 यह मात्रा क्या है यह मात्रा मूल रूप से y N 1 की आपकी प्रीडिक्शन है तो तत्काल समय N पर आपके पास h hat N अनुमान है सही तो अगर आपको पता नहीं है कि y N 1 यानी आउटपुट सिंबल क्या है तो जो आउटपुट सिंबल y N 1 होने वाला है आप बस h hat N गुना x N 1 जो आपको तत्काल समय N पर y N 1देने जा रहा है तत्काल समय N 1 पर y N 1 का अनुमान सही तो तत्काल समय N 1 पर h hat N गुना x N 1y N 1 प्रीडिक्शन है और इसलिए y N 1 h hat N गुना x N 1 प्रीडिक्शन एरर है और वह मूल रूप से वास्तविक कारण है सही है तो यह h hat N क्या है यह y N 1 प्रीडिक्शन है और इसलिए यह स्वाभाविक रूप से वास्तविक सिम्बल है जो कि प्रीडिक्शन है y N 1 h hat N गुना x N 1 यह उस समय की प्रीडिक्शन एरर है तत्काल समय N 1 पर ठीक है तो यह मात्रा y N 1 h hat N गुना x N 1 है यह प्रीडिक्शन एरर मूल रूप से आपको यह बताती है कि तत्काल समय N का आपका अनुमान h hat N कितना अच्छा है यह तत्काल समय N पर है क्योंकि यदि h hat N सटीक है तो अनुमान सटीक है तो आप उम्मीद करते हैं कि y N 1 h hat N गुना x N 1 बहुत छोटा है क्योंकि h hat N गुना x N x N 1 y N 1 का एक अच्छा प्रीडिक्टर है दूसरी ओर यदि ऐस्टीमेशन एरर स्वयं बड़ी है तो प्रीडिक्शन सही होने जा रहा है इसलिए आपके पास एक बड़ी प्रीडिक्शन एरर होने वाली है और यह इस सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन योजना में प्रमुख तत्व है जो प्रीडिक्शन एरर है और अपडेट स्वाभाविक रूप से प्रीडिक्शन एरर पर निर्भर करता है क्योंकि यदि प्रीडिक्शन एरर बड़ी है तो इसका मतलब है कि आपके पास एक खराब अनुमान है ठीक है इसलिए आपको बड़ी मात्रा में अपडेट करना होगा लेकिन दूसरी तरफ यदि आपकी प्रीडिक्शन एरर छोटी है तो इसका मतलब है कि आपके पास पहले से ही बहुत अच्छा अनुमान है इसलिए आपको अपना अनुमान बहुत अधिक बदलने की आवश्यकता नहीं है इसलिए आपको बहुत अधिक अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है या मूल रूप से अपडेट की मात्रा स्वयं छोटी होने जा रही है और यह महत्वपूर्ण पहलू है जिसे किसी को सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन में महसूस करना है ठीक है अब हम इस मात्रा को यहाँ इस अन्य मात्रा को देखें तो हमने प्रीडिक्शन एरर को देखा है अब हम इस दूसरी मात्रा को देखते हैं अब यह अन्य मात्रा आइए हम इसे थोड़ा सरल करते हैं इसलिए अब विचार करें कि अन्य मात्रा जो x N 1 विभाजित है आपके वह क्या है यह सबमिशन k 1 से N x वर्ग k x वर्ग N 1 के बराबर है इसे k N 1 कहते हैं यह क्या है यह आपका गेन है इसे समय N 1 पर गेन के रूप में कहा जाता है और अब इस मात्रा को सबमिशन k 1 से N x वर्ग k को देखें जो अब सबमिशन k 1 से N x वर्ग k के बराबर प्रस्तुत है यदि आप याद करते हैं आप वापस जाते हैं यदि आप वेरिएंस को देखते हैं तो अब इसे देखें इसे मैं लिख सकती हूँ मूल रूप से सबमिशन k 1 से N x वर्ग k बराबर जो कि है सबमिशन मुझे बस इसे यहाँ पर लिखना है आपका सबमिशन k 1 से N x वर्ग k कुछ भी नहीं है लेकिन सिग्मा स्क्वायर ओवर p N है इस संबंध में यहाँ से आप देख सकते हैं कि विभाजक में सबमिशन k 1 से N x वर्ग k बराबर है

अगर मैं इसे बायीं ओर लाती हूं तो मेरे पास सबमिशन k1 से N x वर्ग k बराबर हैसिग्मा स्क्वायर ओवर p N के अब मैं यहां पर विकल्प देने जा रही हूं याद रखें p N तत्काल समय N पर है तो यह आपके k N 1 से तात्पर्य है मूल रूप से समय N 1 पर गेन x N 1 गुना p N ओवर सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस p N गुना तत्काल समय N 1 पर x वर्ग N 1 जो अब इस प्रकार सरल करते हैं x N 1 गुना आपकी मात्रा p N को सिग्मा वर्ग p N गुना तत्काल समय N 1 पर x वर्ग N 1 द्वारा विभाजित किया गया है और यह क्या है यह तत्काल समय N 1 पर आपका गेन k N 1 है और इसलिए अब हमने गेन को व्यक्त किया है जैसा कि मूल रूप से देखें यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि सिग्मा वर्ग क्या है यह नॉयस का नॉयस वेरिएंस है हाँ p N क्या है यह तत्काल समय N पर वेरिएंस है और निश्चित रूप से x N 1 यह तत्काल समय N 1 पर पायलट सिंबल है और इसलिए अब हमारे पास यह k N 1 है और इसलिए अब हमारे पास यह मात्रा है जो कि गेन k N 1 है यह मात्रा जो एरर e N 1 है और इसलिए अपडेट याद रखें यह क्या है यह h hat N 1 है इसलिए यह महत्वपूर्ण अपडेट h hat N है आपका अपडेट मूल रूप से h hat N बराबर है या h hat N 1 बराबर है याद रखें h hat N तत्काल समय N 1 पर गेन k N 1 गुना e N 1 तत्काल समय N 1 पर प्रीडिक्शन एरर और यह याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात है तो हमारे पास क्या है इस समीकरण के बारे में क्या दिलचस्प है इसलिए यह तुरंत समय N 1 का अनुमान है यह क्या है यह मूल रूप से N समय पर आपका अनुमान है यह समय N पर आपका अनुमान है यह समय N 1 का गेन है यह समय N 1 पर आपके अनुमानित फ़िल्टर का गेन है और यह e N 1 एक महत्वपूर्ण मात्रा है यह वही है जो हमने पहले से ही देखा है e N 1 यह N 1 पर प्रीडिक्शन एरर है और इसलिए अब हमने जो व्युत्पन्न किया है वह मूल रूप से हमने अनुमान को फिर से परिभाषित किए बिना अनुमानित N 1 के लिए एक अपडेट समीकरण प्राप्त किया है तो h hat N 1 जो अनुमानित समय N 1 पर बराबर है h hat N जो कि नवीनतम अनुमान है जो समय N का अनुमान है तत्काल समय N 1 पर गेन k N 1 गुना e N 1 जो तत्काल समय N 1 पर प्रीडिक्शन एरर है और इसलिए अब हमारे पास जो मूल रूप से है हमारे पास अपडेट समीकरण है और यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास क्या है हमारे पास अपडेट समीकरण है और हमें पुन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए अनुमान का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है यह केवल एक अनुमान को अपडेट कर सकता है बस अपने अनुमान को अपडेट करें और यदि आप इसे देखें तो यह अनुमान का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है आपको एहसास होगा कि यह केवल h hat N और k N 1 और e N 1 पर निर्भर करता है अब k N 1 को देखें k N 1 केवल p N और x N 1 पर निर्भर करता है प्रीडिक्शन एरर e N 1 केवल y N 1 x N 1 और h hat N पर निर्भर करती है इसलिए मूल रूप से आप जो महसूस कर सकते हैं वह यह है कि यह संपूर्ण समीकरण h hat N 1 के लिए अपडेट समीकरण कहीं भी पिछले या तो पायलट सिंबल्स छोटे x 1 छोटे x 2 से छोटे x N तक या पिछले आउटपुट सिम्बल्स छोटे y 1 छोटे y 2 से छोटे y N तक उपयोग नहीं करता है ठीक तो हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वह मूल रूप से h hat N है जो कि तत्काल समय N पर अनुमान है सही p N तत्काल समय N पर वेरिएंस है ठीक और y N 1 तत्काल समय N 1 पर आउटपुट है और x N 1 जो कि तत्काल समय N 1पर पायलट सिंबल है तो ये मूल रूप से केवल एक चीज हैं जो हम उपयोग कर रहे हैं हम मूल रूप से अनुमान का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं हम केवल अनुमान को अपडेट कर रहे हैं और यहां पर यह महसूस करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम बस अनुमान को ठीक से अपडेट कर रहे हैं और यह अनुमान के लिए अपडेट समीकरण है इसलिए इस अपडेट समीकरण में जैसा कि हमने कहा है कि यह केवल उपयोग करता है अपडेट समीकरण केवल आपके y N 1 x N 1 p N और h hat N का उपयोग करता है तो कहीं भी हम पिछले पायलट सिंबल्स x 1 x 2 से x N तक या पिछले आउटपुट y 1 y 2 से y N तक का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो बोलने के लिए सभी जानकारी जो पिछले पायलट सिंबल्स और पिछले आउटपुट सिम्बल्स से मेल खाती है h hat N और p N में मौजूद है तो इस अर्थ में हमें पिछले पायलट सिंबल्स का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है हम बस h hat N का उपयोग कर सकते हैं और h hat N 1 के अनुमान को अपडेट कर सकते हैं अब अन्य मात्रा जिसे हमें स्पष्ट रूप से अपडेट करना है वह है वेरिएंस यानी p N 1 और वह भी केवल निम्नानुसार गणना की जा सकती है इसलिए त्रुटि वेरिएंस केअपडेट के लिए अब त्रुटि वेरिएंस का अपडेट मूल रूप से है अब आप p N 1 देख सकते हैं आइए अब हम फिर से देखें कि पहले हम अनुमान का पुनर्मूल्यांकन करें और फिर हम देखेंगे कि यह कैसे अपडेट किया जा सकता है जैसा हमने पहले किया है आप कर सकते हैं यदि आप वापस जाते हैं तो आप देख सकते हैं p N वेरिएंस मूल रूप से सिग्मा स्क्वायर ओवर सबमिशन k 1 से N x स्क्वायर k के बराबर है तो यह N N 1 से बदल सकता है और मैं उस वेरिएंस को प्राप्त कर सकती हूं जो समय N 1 पर वेरिएंस है p N 1 बराबर है सबमिशन सिग्मा स्क्वायर ओवर k 1 से N 1 x स्क्वायर k मैं इसे फिर से विभाजित करने जा रही हूँ इस संबंध का k के लिए सबमिशन करके और N 1 जोड़कर यह N तक सबमिशन है जो कि k1 से N सबमिशन x स्क्वायर k x स्क्वायर N 1 है जो N 1 से संबंधित है वास्तव में मुझे यह थोड़ा स्पष्ट रूप से लिखना है कि यह x स्क्वायर k है अब हम जानते हैं कि यह मात्रा सबमिशन k 1 से N x स्क्वायर k के बराबर है यह कुछ भी नहीं है लेकिन सिग्मा स्क्वायर p N से विभाजित है यही वह है जो हमारे पास पहले से ही है सबमिशन k 1 से N x स्क्वायर k बराबर है सिग्मा स्क्वायर ओवर p N के यह एक ऐसी चीज है जिसे हम पहले ही देख चुके हैं इसलिए अब यह आपका सिग्मा स्क्वायर ओवर यह सिग्मा स्क्वायर है जिसे अंश गणक द्वारा विभाजित किया गया है इसलिए मूल रूप से सिग्मा स्क्वायर को p N से विभाजित किया गया है x स्क्वायर N 1और इसलिए अब मैं इसे सरल बना सकती हूं मूल रूप से सिग्मा स्क्वायर गुना p N को सिग्मा स्क्वायर p N गुणा x स्क्वायर N 1 से विभाजित किया जाता है यह आपका p N 1 और याद रखें कि p N 1 यह समय N 1 पर वेरिएंस है और यह किसके बराबर है यह बराबर है मैं इसे लिख सकती हूं मुझे इस p N को बाहर ले जाने दें इसलिए मैं इस सिग्मा स्क्वायर गुना p N को सिग्मा स्क्वायर p N गुना x स्क्वायर N 1 से विभाजित कर सकती हूं और यह क्या है यह मूल रूप से है अब मैं इसे लिख सकती हूं 1 p N गुना x वर्ग N 1 ओवर सिग्मा वर्ग p N गुना x वर्ग N 1 गुना p N है जो कि बराबर है यह किसके बराबर है यह बराबर हैअब हम इसे देखते हैं मेरे पास यह मात्रा p N x N 1 गुणा x N 1 है जो सिग्मा वर्ग p N x वर्ग N 1 से विभाजित गुणा p N है और अब यदि आप इसे देखते हैं तो अब इस मात्रा p N गुणा x N 1 ओवर p N यदि आप इस मात्रा को देखते हैं तो यह आपका p N गुणा x N 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर p N गुणा x स्क्वायर N 1 है यदि आप यहां से ऊपर जाते हैं और आप इस मात्रा को देख सकते हैं कुछ भी नहीं है लेकिन आपका गेन k N 1 है और इसलिए अब मैं इसे एक रूप में प्राप्त कर सकती हूं इसलिए मेरे पास p N 1 है समय N 1 पर वेरिएंस है 1 k N 1 गुणा x N 1 गुणा p N है और यह मूल रूप से आपके वेरिएंस का अपडेट है यह तत्काल समय N 1 पर आपका वेरिएंस p N 1 है समय N पर वेरिएंस p N है k N 1 समय N 1 पर गेन है और यह x N 1 निश्चित रूप से समय N 1 पर आपका पायलट सिंबल है यह समय N 1 पर आपका पायलट सिंबल है और इसलिए अब आप एक बार फिर से तत्काल समय N 1 के अनुरूप वेरिएंस p N 1 को अपडेट कर सकते हैं p N 1 बराबर है 1 k N 1 गुना x N 1 गुना p N के मूल रूप से तत्काल समय N पर वेरिएंस तो मूल रूप से यदि आप समय N पर वेरिएंस p N जानते हैं और h hat N तत्काल समय N पर जो कि y N 1 को देखने के बाद तत्काल समय N 1 पर पायलट सिंबल x N 1 को जान रहा है और तत्काल समय N 1 पर आउटपुट y N 1 को देखते हुए मैं मूल रूप से h hat N से h hat N 1 तक के अनुमान को अपडेट कर सकती हूं ठीक है जो कि हमने पहले देखा है h hat N 1 के बराबर अनुमानित तत्काल समय N पर h hat N तत्काल समय N 1पर गेन k N 1 गुना e N 1 जो कि तत्काल समय N 1 पर होने वाली e N 1 प्रीडिक्शन एरर है और निश्चित रूप से समय N 1 पर वेरिएंस p N 1 हम इसे 1 k N 1 गुना x N 1 गुना p N के रूप में अपडेट कर रहे हैं ठीक है तो आप अनुमानित तत्काल समय N 1 और तत्काल समय N 1 पर वेरिएंस p N 1 दोनों को अपडेट करते हैं और फिर मूल रूप से सिंबल x N 2 और आउटपुट y N 2 का उपयोग करते हुए तत्काल समय N 2 के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं और अब निश्चित रूप से यह प्रक्रिया सीक्वेन्शिअल प्रक्रिया है जिसे हमने N से N 1 के लिए सचित्र किया हैअब इसी तरह से N 2 पर दोहराएं और इसलिए स्वाभाविक रूप से यह सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन प्रक्रिया है तो मूल रूप से आपको जो ध्यान में रखना है वह मूल रूप से किसी भी सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन प्रक्रिया के लिए अपडेट समीकरण हैं मूल रूप से यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो उदाहरण के लिए कलमान फ़िल्टर और इसी तरह की चीजों के लिए सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन से जुड़ा हुआ है जो मूल रूप से एक मात्रा का अनुमान लगाता है जो लगातार बदलती रहती है और संरचना समान होती है मूल रूप से आपके पास एक अनुमान है मूल रूप से आपके पास समय N 1 पर अनुमान के लिए अपडेट समीकरण है यह अनुमान के लिए अपडेट समीकरण है मुझे अनुमान के लिए यह अपडेट समीकरण लिखने दें तो आपके पास 2 अपडेट समीकरण हैं आपके पास अनुमान के लिए अपडेट समीकरण है और फिर आपके पास वेरिएंस के लिए यह अपडेट समीकरण है इसलिए यह वेरिएंस के लिए आपका अपडेट समीकरण है और एक साथ रख वे मूल रूप से आपके सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन प्रक्रिया का गठन करते हैं ठीक है यह अपडेट समीकरण है यह वेरिएंस के लिए अपडेट समीकरण है और एक साथ रखा गया है इसलिए हमारे पास अनुमान के लिए एक अपडेट समीकरण है वेरिएंस के लिए अपडेट समीकरण है और मूल रूप से एक साथ रखा गया है हमारे पास नेट सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन प्रक्रिया है जो बहुत दिलचस्प है तो इस मॉड्यूल में हमने क्या वर्णन किया है मूल रूप से हमने सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन प्रक्रिया की चर्चा पूरी कर ली है जहाँ हम अनुमानित तत्काल समय पर पुनर्मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं हम इसके बजाय अनुमानित तत्काल समय N का उपयोग करते हुए h hat N और तत्काल समय N पर वेरिएंस p N और इस का उपयोग कर रहे हैं तत्काल समय N 1पर संबंधित पायलट सिंबल और अवलोकन x N 1 और y N 1 और हम मूल रूप से h hat N से h hat N 1 तक के अनुमान को अपडेट कर रहे हैं p N से p N 1 के वेरिएंस को अपडेट कर रहे हैं और यह मूल रूप से एक सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन प्रक्रिया है क्योंकि यह अब क्रमिक रूप से तत्काल N 2 N 3 औ ऐसे ही आगे भी हर तत्काल समय पर आवश्यकता के बिना अनुमान लगाने के लिए दोहराया जा सकता है सभी सही इसलिए यह मॉड्यूल मूल रूप से विस्तार से सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन के प्रतिमान को वर्णित करता है ठीक इसलिए हम इस मॉड्यूल को यहाँ पर रोक देंगे और हम बाद के मॉड्यूल में सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन प्रक्रिया के एक उदाहरण के साथ जारी रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद